बौद्धिक संपदा क्या है बौद्धिक संपदा मौलिक विचारों के परिणाम से संबंधित है जो अनुसंधान से निर्गत होती हैऔर आम तौर पर यह महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल जानकारी होती हैं बौद्धिक संपदा से तात्पर्य ऐसे गुणों से है जो मानव रचनात्मक श्रम से निर्मित होते हैं अब जब हम बौद्धिक संपदा का उल्लेख करते हैं तो हम बौद्धिक संपदा को विशेष रूप से वास्तविक सम्पत्ति से भिन्न परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के लिए जमीन या लैपटॉप या कलम ये संपत्ति के उदाहरण हैं जो वास्तविक दुनिया में मौजूद हैं आप उन्हें छू सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं वे मूर्त हैं आप उन्हें महसूस कर सकते हैं कि उनकी सीमाएँ हैं इन गुणों के समरूप होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है एक भूमि अपनी सीमाओं से परिभाषित होती है एक कलम एक ऐसी वस्तु है जो समय और स्थान में मौजूद है इसलिए इस संपत्ति की सीमाओं का पता लगाने में हमें कोई समस्या नहीं है जबकि जब हम बौद्धिक सम्पदा की बात करते हैं इनकी बाहरी सीमा या निजी स्थान को समझना में कुछ मुश्किल हो सकती है अब बौद्धिक संपदा विशेष रूप से उन चीजों को संदर्भित करती है जो मानव रचनात्मक श्रम से निकलती हैं बौद्धिक संपदा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है उदाहरण के लिए यदि आप किसी आविष्कार को देखें यह आविष्कार बौद्धिक संपदा है जिसे पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है जो एक बौद्धिक संपदा अधिकार है एक साहित्यिक पुस्तक या एक पुस्तक है या जो काम लिखा या व्यक्त किया जाता है वह एक बौद्धिक संपदा हो सकता है जिसे बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित किया है इसे कापीराइट कहते हैं इस प्रकार बौद्धिक संपदा या संपत्ति के अधिकारों के बीच एक अंतर है जो मानव द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों में और इनकी रक्षा करने वाले अधिकारों में वयक्त होते हैं अब हमारे लिए बौद्धिक संपदा की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि ये शब्द क्या प्रकट करते हैं अब बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकार जो कि आईपी और आईपीआर हैं ज्यादातर जगहों पर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि कई बार जब हम बौद्धिक संपदा के बारे में बात करते हैं तो हम इससे संबंधित अधिकारों को इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं लेकिन इस व्याख्यान के उद्देश्य के लिए हम उन स्वतंत्र अवयवों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का गठन करते हैं अब हम इसके सही भाग से शुरू करते हैं